ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स II भाग 6 हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 36 के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर है और हम लाइन पर आधारित कुछ उदाहरण हल कर रहे हैं चलिए शुरू करते हैं तीसरा उदाहरण यह है कि यहां 75 मिमी लंबी लाइन CD के टॉप व्यू में इसकी लंबाई 50 मिमी है और इसका एक छोर C क्षैतिज तल में है और 50 मिमी ऊर्ध्वाधर तल के सामने है दूसरा छोर D 15मिमी ऊर्ध्वाधर तल के सामने है और यह क्षैतिज तल से ऊपर है यदि ऐसा है तो CD के प्रोजेक्शन को बनायें और क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के साथ बनने वाले कोणों को ज्ञात करें चलिए इसको हल करते हैं तो यहां सबसे पहले XY तल बनाते हैं हम इसका एक छोर C क्षैतिज तल में देख सकते हैं इसलिए जब यह क्षैतिज तल में है तो इसके प्रोजेक्शंस जैसा कि हम देख रहे हैं यह XY अक्ष पर होगा इसलिए इनमें से एक प्रोजेक्शन उस बिंदु से गुजरेगा और अब हमें c का पता लगाना है जो XY पर है जो कि क्षैतिज तल है और c XY तल से 50 मिमी नीचे है क्योंकि इसका एक छोर c क्षैतिज तल में है और ऊर्ध्वाधर तल के सामने 50मिमी पर है इसलिए जब हमारे पास 3D चित्रीय दृश्य में इस तरह से लाइन होती है और अगर यह क्षैतिज तल है तो 50 मिमी पर एक ऊर्ध्वाधर तल के सामने हमारी लाइन बिंदु स से शुरू होती है यह कुछ इस तरह से 50 मिमी है और यह इस तल में है तो उस C बिंदु का पता लगाएं फिर इस बिंदुओं से लोकस बनाइये तो हमारे पास दो बिंदु हैं c और c यह लोकस लाइन है फिर एक दूसरी 15 मिमी की लोकस लाइन बनाइये क्योंकि इसका एक छोर D है जो ऊर्ध्वाधर तल के सामने 15 मिमी पर है तो ऊर्ध्वाधर तल से हमें नहीं पता कि यह यहां है या फिर यहां है यानी कि यहीं कहीं पर है यह बिंदु 15 मिमी पर है क्योंकि बिंदु C 50 मिमी पर है और D थोड़ा और पास में है तो यह बिंदु यहां पर है इसलिए इस का पता लगाने के लिए हम यह लोकस बना रहे हैं एक बार ऐसा होने के बाद हम c से d के लोकस पर 50मिमी और 75मिमी लम्बाई की लाइन्स बनाते हैं तो यह c बिंदु है यहाँ से 50 मिमी का आर्क काटिये और 75 मिमी का भी क्योंकि छोर c HP में है और VP के सामने 50मिमी पर है इसलिए हम इस स्थिति में होंगे कि इसको यहां से काट कर d और d1 लिख सकें फिर d1 से ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं जिससे इसको प्रोजेक्ट कर सकें जो कि पॉइंट नंबर 6 है और फिर c को मापते हुए इस प्रोजेक्टेड लाइन LFV तक एक आर्क बनाइये इसको वहाँ आगे तक बढ़ाया जा सकता है हम पहले से ही बिंदु d का पता लगा चुके हैं तो एक प्रोजेक्टर लाइन खींचते हैं जो उस आर्क को काटती है वहां d लिखिए एक बार जब हमें d का पता चल जाता है तो c और d को जोड़ दीजिये और वह फ्रंट व्यू होगा अब हमें d का पता है तो हम d का लोकस बनाते हैं c से d1 तक यह वास्तविक लम्बाई है तो cd1 को मापते हैं और फिर c से एक इस त्रिज्या का आर्क d के लोकस पर काटते हैं और उसे d1 कहते हैं इस प्रकार से हम इस चित्र को बनाते हैं तो फिर से यह वास्तविक लम्बाई cd1 बताती है और यह कोण थीटा 𝛉 वास्तविक कोण है इसी तरह से लाइन cd1 क्षैतिज अक्ष से जो कुछ भी कोण बनाती है जैसे कि फी 𝝓 कोण बनाती है जिसे हमें ज्ञात करना है तो यहां पर CD के प्रोजेक्शन्स ज्ञात नहीं है जो कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हैं और क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल से बनने वाले कोण भी तो यह राशियाँ हैं जो ज्ञात नहीं है तो चलिए इन्हे ड्राइंग शीट पर पुनः करते हैं तो ड्राईंग शीट पर सबसे पहले हम क्षैतिज लाइन XY बनाते हैं यहाँ X और Y लिखते हैं और इस प्रोजेक्टर का पता लगाने के लिए एक लम्बवत लाइन बनाते हैं यह प्रोजेक्टर है और c पहले से ही XY अक्ष पर दिया हुआ है तो यह c है और c है वह 50 मिमी उस लाइन के नीचे है और ऊर्ध्वाधर तल के सामने है यहां 50 मिमी माप पर यह c है इन तलों पर इस तरह से लोकस बनाइये इसी तरह से XY अक्ष से 15 मिमी नीचे d की लोकस लाइन बनाइये यह d की लोकस लाइन है जिस पर हम d और d को चिन्हित करेंगे यह हो जाने के बाद 50 मिमी का एक आर्क काटते हैं तो आइये 50 मिमी मापते हैं ताकि d को चिन्हित कर सकें तो यह 50 मिमी है तो हमें c को केंद्र लेते हुए 50 मिमी का एक आर्क d के लोकस पर काटते हैं और वहां d लिख देते है इसी प्रकार 75 मिमी लेते हैं और आर्क काटते हैं और उसे d1 नाम देते हैं इन c और d बिंदुओं को मिला दीजिये cd हमारा टॉप व्यू है और वास्तविक लम्बाई वाली लाइन c को d1 से जोड़ने से मिलती है अब ऊर्ध्वाधर तल पर टॉप व्यू और वास्तविक लम्बाई को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्टर्स बनाइये तो एक प्रोजेक्टर यह है और यह दूसरा प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्टर d और d1 से गुजरने चाहिए यह वह लाइन है तो हम क्या करते हैं कि इस कोण को हम मापते हैं और इसे फी 𝝓 कहते हैं और यह वास्तविक लम्बाई है और यह टॉप व्यू है अब हम d1 को XY अक्ष पर प्रोजेक्ट करते हैं फिर वहां से हम c को केंद्र लेते हुए एक आर्क बनाते हैं ताकि इन व्यूज को बना सकें तो चलिए इस लाइन को मापते हैं एक आर्क बनाते हैं हमें पहले से ही वास्तविक लम्बाई का पता है तो वास्तविक लम्बाई इस अक्ष पर अंकित करते हैं यह यहाँ कहीं होनी चाहिए लोकस खींचने के बाद हम इसे ज्ञात करने की स्थिति में होंगे अब d की प्रोजेक्टर लाइन पर यहां यह d है और फ्रंट व्यू का पता करने के लिए c से d को जोड़ देते हैं जब वहां फ्रंट व्यू है लोकस लाइन d से गुजरती है और यह बिंदु d1 कैसे प्राप्त करें यह वास्तविक लम्बाई हमने यहां से वहां d के लोकस पर स्थानांतरित की है जहां यह d के लोकस को काटती है उस कटान बिंदु को d1 कहते हैं तो फिर से हमारी वास्तविक लम्बाई ऊर्ध्वाधर तल में यह cd1 है और यह कोण थीटा है आइये इन कोणों को मापते हैं क्षैतिज तल के साथ बना यह फी कोण 29 डिग्री का है और यह थीटा कोण 46 डिग्री का है और वास्तविक लम्बाई 75 मिमी है और यह cd1 भी वास्तविक लम्बाई है अबआइये लाइन्स के प्रोजेक्शन्स से सम्बंधित एक और प्रॉब्लम हल करते हैं तो यह उदहारण 4 है यहां दो सीधी लाइन PQ और QR हैं तो यहाँ केवल एक लाइन नहीं बल्कि दो लाइन PQ और QR हैं ये लाइन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में आपस में 120 डिग्री का कोण बनाती हैं PQ 60 मिमी लम्बी है और यह HP और VP के समानांतर और दोनों से 15 मिमी की दूरी पर है यदि ऐसा है तो PQ और QR के बीच बनने वाला वास्तविक कोण ज्ञात कीजिये यदि बिंदु R HP से 50 मिमी ऊपर है तो यहां दो लाइन हैं PQ और QR इसका मतलब यह है कि दूसरी लाइन Q से गुजरेगी तो मान लीजिये यहाँ यह शायद R बिंदु है ये लाइन्स HP और VP में आपस में 120 डिग्री का कोण बनाती हैं जैसा कि हमें पता हैं PQ की लम्बाई 60 मिमी है और यह यह HP और VP के समानांतर और दोनों से 15 मिमी की दूरी पर है यदि ऐसा है तो क्या हम PQ और QR के बीच बने वास्तविक कोण का पता लगा सकते हैं तो आइये इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं सबसे पहला स्टेप एक रिफरेन्स लाइन XY खींचिए फिर HP से 15 मिमी की दूरी पर बिंदु p लिखें तो यह HP से 15 मिमी ऊपर p बिंदु है फ्रंट व्यू में हम 15 मिमी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यह 15 मिमी पर p बिंदु होगा इसी तरह बिंदु p जब हम इसे टॉप व्यू से देखते हैं तो इसे XY से 15 मिमी नीचे लिखें फिर हम XY के समानांतर 60 मिमी लम्बी लाइन pq खींचते हैं तो यह वह लाइन हैं जो कि हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में प्रोजेक्शन देखते हैं तो बिंदु p से एक प्रोजेक्टेड लाइन खींचते हैं जो कि 60 मिमी लम्बी है PQ 60 मिमी लम्बी है और यह XY अक्ष के समानांतर है और यह दोनों HP और VP से 15 मिमी की दूरी पर है तो एक बार जब हम p q और p q बना लेते हैं जो कि 60 मिमी की हैं और प्रोजेक्टेड भी हैं अब हमें q से एक लाइन बनानी होगी और उसके लिए हमें q बिंदु चिन्हित करना होगा और इस बिंदु पर 120 डिग्री कोण बनाते हुए इस प्रकार से एक लाइन बनाते हैं जो कि XY से 50 मिमी की दूरी पर ऊपर की ओर एक क्षैतिज लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो XY से 50 मिमी की दूरी पर एक क्षैतिज लाइन बनाते हैं और इस प्रतिच्छेदी बिंदु को r नाम देते हैं एक बार r का पता लगने के बाद हम q को r से जोड़ देते हैं तो यह लाइन q r है इसी तरह हम p r खींच सकते हैं तो इस प्रकार से हम इन लाइन्स को बना सकते हैं इसके बाद स्लाइड के पॉइंट 4 को देखें क्यू से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं जो की r से खींचे गए प्रोजेक्टर को एक बिंदु पर काटती है जिसे r कहते हैं फिर r को p और q से जोड़ते हुए pr और qr बनाते हैं तो आइये अब हम इसे हमारी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं सबसे पहले हम एक XY लाइन बनाते हैं फिर इन पॉइंट्स को अंकित करते है तो एक प्रोजेक्टर लाइन बनाते हैं और उस पर p बिंदु चिन्हित करते हैं जो कि XY से 15 मिमी ऊपर है इसी तरह XY से 15 मिमी नीचे यह बिंदु p है इन दोनों बिंदुओं से लोकस लाइन बनाते हैं जो कि क्षैतिज लाइन्स हैं ये लाइन प्रोजेक्टेड लाइन्स भी हैं अब p से 60 मिमी की दूरी पर एक बिंदु को चिन्हित करते हैं और इसे q नाम देते हैं इसी तरह p के लोकस लाइन पर q को चिन्हित करते हैं और इन लाइन्स pq और pq को बनाते हैं अब बिंदु q से 120 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं जो कि XY से 50 मिमी की दूरी पर ऊपर की ओर एक क्षैतिज लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो सबसे पहले हम XY से 50 मिमी पर यह लाइन खींचते हैं फिर q से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं ये दोनों लाइन्स जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां r लिखते हैं एक बार जब हमें r का पता चल जाता है तो हम इसे नीचे प्रोजेक्ट करते हैं ओर r बिंदु का पता करते हैं बिंदु q का हमें पहले से ही पता है वहां से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं जहां r से डाला हुआ प्रोजेक्शन और ये 120 डिग्री की लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां r लिखते हैं फिर r को p और q से जोड़ते हुए इस प्रकार से pr और qr लाइन्स बनाते हैं अब p और r को भी जोड़ते हैं अब हमें r 1 r 2का पता लगाना है जो कि XY अक्ष से 50 मिमी की दूरी पर हैं ये जो pq और pq लाइन्स हैं वो XY के समानांतर हैं और वो वास्तविक लम्बाई को प्रदर्शित करती है जो कि 60 मिमी है अब p को केंद्र लेते हुए एक आर्क बनाते है इसके लिए स्लाइड पर उदहारण 4 की स्टेप्स को देखते हैं एक बार यह बन जाने के बाद हम इस स्टेप नं 5 को देखते हैं जैसा कि p q और p q लाइन्स XY के समानांतर हैं और ये PQ की वास्तविक लम्बाई को प्रदर्शित करती हैं जो कि 60 मिमी है अब हमें एक आर्क p को केंद्र लेते हुए बनाना है जिसकी त्रिज्या pr है तो इससे हम बिंदु r1 प्राप्त कर सकते हैं तो इस दिशा में यह बिंदु r1 है इसके बाद ऊपर की तरफ r1 को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि r1 को चिन्हित कर सकें और फिर इस प्रकार से p को r1 से मिला दीजिये pr लाइन की वास्तविक लम्बाई को प्रदर्शित करती है तो इस प्रकार हमें वास्तविक लम्बाई का पता चलता है तो हमें p r 1 94 मिमी की प्राप्त होती है आइये इसे कैलकुलेट हैं तो हमारी ड्राइंग शीट पर जब हम pr को अंकित कर चुके होते हैं तब pr को त्रिज्या लेते हुए एक आर्क बनाते हैं जहाँ यह प्रोजेक्टर को काटता है वह बिंदु r1 है इसे ऊपर कि तरफ प्रोजेक्ट करते हैं यह r से गुजारनी वाली क्षैतिज लाइन को जहां काटता है वह बिंदु r1 है और अब p और r 1 को जोड़ देते हैं तो इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हम p r और p r 1 बनाते हैं अब हम सातवां बिंदु देखते हैं जहां हमें q को केंद्र लेते हुए qr त्रिज्या का एक आर्क बांटे हैं जो कि क्षैतिज लाइन को r2 पर काटता है फिर इसे ऊपर कि तरफ प्रोजेक्ट करके r2 प्राप्त करते हैं तो आइये अब हम इसे हमारी ड्राइंग शीट पर करते हैं हम p और q बिंदुओं का पहले से ही पता लगा चुके हैं अब q को केंद्र लेते हुए qr त्रिज्या का एक आर्क क्षैतिज लाइन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यह यहां बिंदु r2 है r2 लाइन बनने के बाद हम q r2 लाइन कैसे बनायें तो इसके लिए हम r2 से ऊपर कि तरफ प्रोजेक्टर बनाते हैं यह r के लोकस को r2 पर काटता है अब q को r2 से मिला देते हैं तो p से हमने r का पता लगाया फिर q को केंद्र लेते हुए r2 का पता लगाया फिर इसको ऊपर कि तरफ प्रोजेक्ट किया और उससे हमें r2 मिला फिर q से r2 को मिला दिया जो कि लाइन qr कि वास्तविक लम्बाई को प्रदर्शित करता है तो यह हमारी वास्तविक लम्बाई है Q से r2 तक यह सब हो जाने के बाद हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो हम बिंदु p को केंद्र लेते हुए pr1 त्रिज्या का एक आर्क बनाते हैं इसी प्रकार बिंदु q को केंद्र लेते हुए qr2 त्रिज्या का एक और आर्क बनाते हैं इन दोनों आर्क को यहां हम एक दूसरे को R पर इंटरसेक्ट करते हुए देख सकते हैं तो अब इस p को P से लिखते हैं और P को R से मिला देते हैं और Q को भी R से मिला देते हैं तो इस प्रकार हमें पर PQ और QR लाइन्स प्राप्त होती हैं अब यदि हम PQ और QR के बीच बनने वाला कोण मापें तो यह लगभग 113 डिग्री का होगा तो यह पर लाइन कि लम्बाई हमें चाहिए और इस कर लाइन की लम्बाई हमें चाहिए इस तरह से हम पक और कर के बीच का वास्तविक कोण बनाते हैं तो PQ और QR के बीच बनने वाला यह कोण लगभग 113 डिग्री का होगा यहां यह 112 डिग्री का है लेकिन होना चाहिए 113 डिग्री का यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने ध्यान से हम इन लाइन्स को बनाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह 1 या 2 डिग्री का अंतर हमेशा रहता है अब हम एक नया कांसेप्ट सीखने जा रहे हैं और वो है ट्रेस ऑफ़ ए लाइन तो एक लाइन या उसके एक्सटेंशन रिफरेन्स प्लेन के सापेक्ष जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे ट्रेसेस ऑफ़ ए लाइन कहा जाता है और इस तरह एक लाइन का HP और VP से अलग अलग तरह के ट्रेसेस हो सकते हैं आइये इस क्षैतिज तल को देखते हैं या तो लाइन या फिर इसका एक्सटेंशन क्षैतिज तल को जहां स्पर्श करता है उसे हम ट्रेस ऑफ़ ए लाइन कह कर बुलाते हैं और आम तौर पर इसे HT से जाना जाता है तो क्षैतिज तल में यह वो बिंदु है और इसे HP में एक बिंदु का टॉप व्यू भी कहते हैं क्योंकि जब आप इसे ऊपर से देखते हो तो यह इंटरसेक्ट कर रहा होता है उदाहरण के लिए हम एक पैन लेते हैं और यह यहां इस बिंदु को छू रहा है तो यह लाइन यहां इस बिंदु पर रिफरेन्स प्लेन को छू रही है या यह कहें कि इस रिफरेन्स प्लेन को यहां इंटरसेक्ट करने जा रही है तो इसी बिंदु को ट्रेस कहा जाता है और अगर यह HP को इंटरसेक्ट करने जा रहा है तो हम इसे HT बिंदु कहते हैं और अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो सीधे सीधे इसका प्रोजेक्शन XY लाइन पर आएगा क्योंकि यह बिंदु को छू रहा है तो जब आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन XY लाइन पर आएगा और सामान्यतः इसको h से इंगित किया जाता है ठीक इसी तरह से यदि एक लाइन या इसका एक्सटेंशन VP को छू रहा है तो इसे हम VP पर उस लाइन का ट्रेस बिंदु कहेंगे सामान्यतः हम इसे VT कहते हैं तो यदि यह यहां VP में एक बिंदु है और जब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो यह बिंदु XY के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इसे XY अक्ष पर देखते हैं अगली क्लास में हम ट्रेसेस और इन लाइन्स के बारे में जानेंगे इसके साथ साथ प्लेन्स के बारे में भी कि वो किस तरह से क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल को इंटरसेक्ट करते हैं और किस तरह से इन प्लेन्स को विभिन्न प्रोजेक्शन्स के लिए स्थानांतरित करते हैं अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी